इस मॉड्यूल में सभी का स्वागत है यह मॉड्यूल अपने पिछले मॉड्यूल का कंटिन्यूएशन है जहां पर हम ऑपएंप के डाटा शीट के बारे में देख रहे थे और हम ऑपएंप के कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में देख रहे थे हमने इनपुट बायस करंट क्या है और कैसे हम आउटपुट में से उसका इफेक्ट निकाल सकते हैं यह देखा है इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इनपुट ऑफसेट करंट क्या है और किस तरीके से इनपुट ऑफसेट करंट एंपलीफायर के ऑपरेशन को प्रभावित करता है इनपुट ऑफसेट करंट क्या है यह हमने पहले ही देखा है पिछले लेक्चरर्स में हमने इसके फार्मूला के बारे में भी देखा है इनपुट ऑफसेट करंट का फार्मूला इनपुट बायस करंट का फार्मूला Ib1 Ib2 2 है और इनपुट ऑफसेट करंट का फार्मूला Ib1 Ib2 तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यह एंपलीफायर के ऑपरेशन को प्रभावित करता है तो स्लाइड देखने पर हमें क्या समझता है तो हमें इनपुट ऑफसेट करंट का डेफिनेशन दिखता है जो कि हमें पहले से ही पता है फिर मैं यह देखता हूं कि टिपिकल 741 के लिए मैक्सिमम इनपुट ऑफसेट करंट का वैल्यू 200 नैनो एंपियर है यह इसलिए कि जैसे ही दोनों इनपुट टर्मिनलस के बीच का मैचिंग इंप्रूव होता है तो Ib1 और Ib2 के बीच का डिफरेंस कम होते जाता है यानी कि इनपुट ऑफसेट करंट का वैल्यू कम होते जाता है ओपएंप 741 के प्रीसीशन के लिए इनपुट ऑफसेट करंट 6 नैनो एंपियर है तो प्रीसीशन ओपएंप के लिए इनपुट ऑफसेट करंट का वैल्यू 6 नैनो एंपियर है ओपएंप पर इस ऑफसेट करंट का इफेक्ट समझने के लिए हम एक इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लेंगे जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि R1 है R2 है इनवर्टिंग ओपएंप है और फिर R3 है जो कि R2 पैरेलल R1 होगा अब यदि मैं किरचॉफस करंट लॉ Kirchoff's current law अप्लाई करता हूं नोड पर तो I1 I2 Ib1 है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पर Vin V Ib मिलेगा तो Ib यहां जाएगा Ib यहां जाएगा और I1 I2 यहां रहेगा तो V माइनस जोकि यहां का वोल्टेज है तो V V और इक्वल रहेगा और इसका वैल्यू Ib इनटु R3 रहेगा किरचॉफस करंट लॉ से I1 का वैल्यू Ib R3R1 है और I2 का वैल्यू Ib R3 VoR2 है तो यदि मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा ओपएंप के लिए टिपिकल ऑफसेट करंट 200 नैनो एंपियर है ओपएंप के अंतर्गत 1 मेगा ओहम का फीडबैक रेजिस्टेंस है जिसके कारण वह आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जिसका वैल्यू 200 नैनो एंपियर इनटु 1 मेगा ओहम जिसका उत्तर होगा 200 मिली वोल्ट होगा यह वैल्यू 0 इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए हमें मिलता है आउटपुट पर और यह वैल्यू कुछ सर्किट के लिए काफी ज्यादा हो सकता है तो इस वैल्यू को कम करने का एक तरीका यह है कि हम फीडबैक रेसिस्टेंस का वैल्यू कम रख सकते हैं पर दुर्भाग्यवश हाई इनपुट इंपेडेंस की जरूरत के कारण R1 का वैल्यू काफी हाई रखना पड़ता है यदि R1 का वैल्यू नहीं रखा तो हाई इनपुट इंपेडेंस नहीं मिलेगा और हम जानते हैं कि ऑपएंप के लिए हमें एक्सट्रीमली हाई इनपुट इंपेडेंस होना जरूरी है तो यह तरीके का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते अब फीडबैक रजिस्टर R2 को भी हाई रहना होगा क्योंकि यदि ऐसे न करने पर हमें वही गेन नहीं मिल पाएगा तो आईडिया यह है कि या तो हम R1 का वैल्यू कम करें या फिर R1 का वैल्यू कम करें तो इफेक्ट मिनिमम हो सकता है पर R2 का वैल्यू कम नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त तक हमारे पास कोई सलूशन नहीं है तो आगे देखते हैं यदि मुझे ऑफसेट करंट का इफेक्ट कंपनसेट करना है तो मुझे क्या करना होगा यह जो फीडबैक नेटवर्क यहां पर आपको दिख रहा है वह T के तरह दिखता है और इस कारण हम उसे T फीडबैक नेटवर्क भी कहते हैं और यह T फीडबैक नेटवर्क एक अच्छा सलूशन है तो यह कैसे यह एक अच्छा सलूशन कैसे है यह हम देखते हैं यह लार्ज फीडबैक रेसिस्टेंस अलाउ करता है और साथ ही इनवर्टिंग इनपुट से लेकर ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस को कम ही रखता है जैसे आपको डॉटेड नेटवर्क में दिखाई दे रहा है By T to π conversion RfRt2 2Rt RsRs To design a T network first pick RtRf2 Then calculate RsRt2 Rf 2Rt तो अब यदि कोई वैल्यू है जो मैं रख सकता हूं तो वह Rs और Rt का है तो यह दो चीजें है हमें इन इक्वेशन से समझना होगा यह कि हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जिसे हम काफी अच्छा कंपनसेशन सर्किट के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑफसेट करंट के इफेक्ट को निकालने के लिए और उसके लिए हम किस तरीके से Rs और Rt का वैल्यू चुज करते हैं यह इंपॉर्टेंट है अब हम एक उदाहरण लेंगे जिसमें हम 741 के इस्तेमाल से एक इनवर्टिंग एमप्लीफायर को डिजाइन करेंगे जैसे इस चित्र में दिखाया गया है जो हमें 10 का गेन देगा और 10 मेगा ओहम का इनपुट इंपेडेंस देगा तो इस प्रॉब्लम में हमें RtRs और R1 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो जैसे कि हम जानते हैं गेन का वैल्यू Rf R1 है तो हमें Rf इक्वल टू गेन इनटु R1 मिलता है तो हम यह कह सकते हैं Rf का वैल्यू RfgainR1 है अब हम एक दूसरा पॉइंट देखते हैं जिसमें हमें समझना होगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का इफेक्ट एंपलीफायर ऑपरेशन में तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है यह हम जानते हैं ओपेंप का एक दूसरा प्रैक्टिकल कंसर्न है ऑफसेट वोल्टेज हालांकि ऑफसेट करंट और बायस करंट इफेक्ट हमने कंपनसेट किया है ओपेंप का आउटपुट शायद 0 ना हो यह ओपेंप के अंदर के कुछ अनअवॉइडेबल इंबैलेंसस के कारण है जब दो इनपुट टर्मिनलस को साथ में शॉर्ट कर देते हैं तो ऐसा इफेक्ट आता है जहां आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट के अलावा कुछ और रहता है तो हमने देखा है कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है तो अब हम याद करेंगे कि ओपेंप ऐसे डिफरेंशियल एमप्लीफायर है जो दो इनपुट कनेक्शन के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसे एम्प्लीफाई करता है तो जब इनपुट का वोल्टेज डिफरेंस 0 है तो आईडीअली आउटपुट को भी 0 होना चाहिए पर रियल वर्ल्ड में ओपेंप कि इस इक्वेशन में कॉमन मोड गेन 0 होने के बावजूद आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं रहता है यह जो डेविएशन है उसी को हम ऑफसेट कहते हैं यदि पर्फेक्ट ओपेंप रहे तो जब दोनों इनपुट शॉर्टेड रहता है तो आउटपुट एग्जैक्टली 0 वोल्ट रहता है पर ज्यादातर ओपेंपस अपने खुद के आउटपुट को ड्राइव करते हैं या तो सेचुरेटड पॉजिटिव लेवल तक या फिर सेचुरेटड नेगेटिव लेवल तक उदाहरण के तौर पर इस चित्र में हमें यह दिख रहा है कि आउटपुट वोल्टेज सेचुरेट हो रहा है 147 वोल्ट पर जो कि प्लस 15 वोल्ट से थोड़ा कम है तो इसका कारण यह है कि इस ओपेंप का जो ऑफसेट है वह आउटपुट को ड्राइव कर रहा है कंप्लीट सैचुरेटेड पॉइंट तक और यह काफी मुश्किल है पता लगाना की आउटपुट पर कितना ऑफसेट मौजूद है तो ऑफसेट वोल्टेज का इस इफ़ेक्ट को कंपनसेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है तो यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम ऑफसेट वोल्टेज के इफेक्ट को कंपनसेट करें इनपुट बायस करंट के इफेक्ट को कंपनसेट करें और इनपुट ऑफसेट करंट के इफेक्ट को कंपनसेट करें यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब टर्मिनल ग्राउंडेड रहेगा तो आउटपुट 0 रहना चाहिए तो इस तरीके से जो ऑफसेट है वह परफेक्ट रहना चाहिए ताकि आउटपुट 0 रहे या फिर नल रहे तो इन पैरामीटर्स को समझना और इन कैरेक्टरिस्टिक को समझना हमें मदद करता है एंपलीफायर को डिजाइन करने के लिए अब यदि आप पीछे जाकर स्लाइड देखें तो हमने देखा कि किस तरीके से हम ऑफसेट वोल्टेज के इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं तो इस इफेक्ट को कंपनसेट करने का एक तरीका है कि हम किसी एक इनपुट के सीरीज में एक छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करें जिसके कारण हम आउटपुट वोल्टेज को 0 बनने में मजबूर कर सकते हैं क्योंकि ऑप एंप का डिफरेंशियल गेन काफी हाई है तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो फिगर है उसका आउटपुट पर ज्यादा इफेक्ट नहीं है तब भी जब इनपुट शॉर्टेड है क्योंकि डिफरेंशियल गेन काफी हाई है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का इफेक्ट हमारे आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता है यह कुछ प्रोविशनस है जो मैन्युफैक्चरर् करके देता है पैकेजड ऑपएंप के ऑफसेट को ट्रिम करने के लिए ऑपएंप के पैकेज में दो एक्स्ट्रा टर्मिनल है जिसे रिजर्व किया है एक्सटर्नल ट्रिम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने के लिए इन कनेक्शन प्वाइंट्स को ऑफसेट नल ऐसे लेबल किया गया है तो यदि आपने IC को देखा है तो टर्मिनल 1 और 5 को ऑफसेट नल के तरह इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सिंगल ऑपएंप जैसे कि 741 कनेक्शन पॉइंट 1 और 5 8 पिन DIP पैकेज में ऑफसेट नल के लिए इस्तेमाल करते है तो हम 1 और 5 के बीच एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं और हम वोल्टेज को ट्रिम करते हैं ताकि आउटपुट वोल्टेज 0 रहे तो अब हम एक उदाहरण देखेंगे तो ऑपएंप के कैरेक्टरस्टिक को हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं एक नॉन इनवर्टिंग एमप्लीफायर के लिए जो इस चित्र में दिखाया गया है R1 1 किलो ओहम Rf 10 किलो ओहम है तो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम ऑफसेट वोल्टेज Vos इन Ib के कारण तो ऑपएंप LM307 है जिसका Vos 10 मिली वोल्टस है Ib 300 नैनो एंपियर है Iio is 50 नैनो एंपियर है तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज VoT 1105 मिली वोल्ट रहेगा आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि वह इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है जो सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पांसिबल है तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है जो सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस करने में इनपुट बायस करंट Ib के कंपैरिजन में तो इससे आप देख सकते हैं कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज रिड्यूस करने में कौन सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है तो इस उदाहरण से हमने यह देखा कि इनपुट बायस करंट क्या है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है तो हमने देखा की इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस करने में इनपुट बायस करंट के कंपैरिजन में तो जब आप एक प्रॉब्लम देखते हैं उसे समझते हैं किस प्रॉब्लम का रोल क्या है और कौन से पैरामीटर्स है जो रिस्पांसिबल है फाइनल डिजाइनिंग के लिए इस केस में जो हमें जरूरत है वह यह कि आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए जब हम दोनो इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं तो यही चीज है जो हमें समझना है अब हम अगले मॉड्यूल में ऑपएंप एक और कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो अब तक हमने देखा है की इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का रोल क्या है और किस तरीके से हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को कंपनसेट कर सकते हैं और कैसे हम इनपुट ऑफसेट करंट को कंपनसेट कर सकते हैं अगला मॉड्यूल जो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर का आखरी मॉड्यूल है उसमें हम कुछ और ऑपएंप के कैरेक्टरस्टिक्स को देखेंगे जो कि डाटा शीट में दिया गया है तब तक के लिए आप ध्यान रखें मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में धन्यवाद